पेल्टियर जंक्शन या जैसा कि इसे कहा जाता हैपेल्टियर तत्व का यह विषय हाल ही के दिनों में एक बहुत लोकप्रिय टॉपिक है पेल्टियर एलिमेंट एक सेमीकंडक्टर मैटेरियल जंक्शन भी है PV सेल भी सेमीकंडक्टर मैटेरियल है इन दोनों की इंटरफेसिंग एक्शन पैदा करने के लिए जिस के लिए पेल्टियर का उपयोग आम तौर पर किया जाता है पेल्टियर का उपयोग एक हीट पंप के रूप में किया जाता है जहां यह कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी में एक निचले तापमान से एक उच्च तापमान पर हीट ट्रांसफर करता है तो अपने टर्मिनलों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करके हीट पंप के इस मैकेनिज्म की बहुत सारी आवश्यक एप्लीकेशंस हैं रेफ्रिजरेशन में कूलिंग में कूलिंग डिवाइस में जो हीट पैदा कर रहे हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे लेकिन यह विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए एक हॉट टॉपिक है इस मायने में कि इलेक्ट्रिकल सर्किट पेल्टियर एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल पोर्ट के लिए इंटरफेसिंग का एक पक्ष है लेकिन यह थर्मल डोमेन का विषय भी है क्योंकि सभी एप्लीकेसंस जहां पेल्टियर एलिमेंट का उपयोग कूलिंग रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है वहां थर्मल पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए थर्मल पहलुओं को समझना और फिर कूलिंग प्रोडक्ट पेल्टियर कूलिंग प्रोडक्ट को एक साथ डिजाइन करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ इंटीग्रेट करना एक बहुत ही हॉट कांसेप्ट है दो डिसिमिलर मेटल्स पर विचार करें हम कहते हैं इस तरह के मेटल्स में से एक निकिल है यह आयरन कांस्टेंट और निकिल कॉपर कॉपर एल्यूमेल हो सकता है इसलिए कई मेटल पेयर्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है तो आइए हम निकिल और कॉपर का उपयोग करते हैं यह लाल लाइन कॉपर का तार है नीली लाइन निकिल का तार है और मुझे इसे एक रसिस्टर और एक पोटेंशियल सोर्स एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट करने दें तो अप्लाई किए गए वोल्टेज पोटेंशियल की पोलैरिटी के आधार पर इस फैशन में एक करंट फ्लो हो सकता है तो हम कहते हैं कि कॉपर है और यह रजिस्टेंस R और वोल्टेज V है आइए हम सर्किट को बंद करें जब आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो आप उस तरह से करंट फ्लो को देखेंगे जैसे दिखाया गया है इसलिए जब करंट I इस कॉपर निकिल निकिल से कॉपर और वापस के लिए फ्लो करता है तो कॉपर से निकिल करंट फ्लो और निकिल से कॉपर करंट फ्लो जंक्शन के बीच तापमान का अंतर होता है तो आप कहेंगे यह एक जंक्शन है यह एक और जंक्शन है तो एक जंक्शन तापमान T1 पर होगा दूसरा तापमान T2 पर इसलिए जंक्शन 1 और जंक्शन 2 करंट फ्लो की दिशा के आधार पर जंक्शनों में से एक गर्म होगा और दूसरा जंक्शन ठंडा होगा तो इस पेल्टियर इफेक्ट की खोज एक क्लॉक मेकर भौतिक विज्ञानी जीन चार्ल्स पेल्टियर ने की थी तो उन्होंने पाया कि एक जंक्शन या डिसिमिलर मेटल्स के माध्यम से एक करंट पास करने से जंक्शनों के बीच एक तापमान का अंतर था अब डिसिमिलर मेटल्स के जंक्शन के माध्यम से करंट फ्लो एक तापमान अंतर स्थापित करता है लेकिन ध्यान दें कि कॉपर से निकिल तक करंट फ्लो और निकिल से कॉपर तक का करंट फ्लो अलग अलग है हम कहते हैं कि कॉपर से निकिल वहां एक हीट है जो जनरेट होती है यह गर्म हो जाता है निकिल से कॉपर वहां की हीट सोख ली जाती है और इसलिए यह ठंडा हो जाता है तो एक जंक्शन गर्म होगा दूसरा ठंडा होगा यदि आप करंट फ्लो की दिशा को उल्टा करते हैं यदि इस दिशा में करंट फ्लो होता है तो यह यहां कॉपर से निकिल है यहाँ यह निकिल से कॉपर है और इसलिए गर्म और ठंडा भी उलट जाता है करंट फ्लो की दिशा महत्वपूर्ण है इसलिए यह एक निष्कर्ष है जो यह निर्धारित करता है कि क्या जंक्शन गर्म है या ठंडा हीट सोखी या जनरेटेड हीट जनरेटेड हीट सोखी करंट फ्लो I इस करंट के प्रोपोर्शनल है तो आप कह सकते हैं कि हीट सोखी या जनरेटेड हम उसे Q कहते हैं जोकि pi गुणे कुछ प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के बराबर है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर pi को पेल्टियर कोएफिशिएंट कहा जाता है जब पावर सप्लाई स्विच ऑन होती है तो V इस रजिस्टेंस प्लस के साथ पेल्टियर एलिमेंट के टर्मिनलों के बीच संपूर्ण रेजिस्टेंस करंट फ्लो को डिक्टेट करेगा और करंट फ्लो इस तरह से है यह इस कॉपर से n ब्लॉक इस कॉपर से b ब्लॉक फिर n ब्लॉक p ब्लॉक के माध्यम से ऐसे ही पाथ लेता जाएगा

पेल्टियर एलिमेंट आजकल डिस्क्रीट डिसिमिलर मेटल्स से नहीं बनता है जिसकी चर्चा आज पेल्टियर इफेक्ट के सिद्धांतों की चर्चा के दौरान की गई थी आजकल पेल्टियर एलिमेंट एक सॉलि़ड स्टेट डिवाइस है यह सेमीकंडक्टर मैटेरियल से बना होता है और इसमें P टाइप और n टाइप मैटेरियल्स होते हैं तो हम देखते हैं कि एक पेल्टियर एलिमेंट कैसा दिखता है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो मैंने कुछ स्ट्रिप्स को यहां रखा है उनकी स्ट्रिप्स के रूप में कल्पना करें टॉप साइड और बॉटम साइड इस तरह से अब उन्हें कॉपर स्ट्रिप रहने दें अब यह दो कॉपर स्ट्रिप्स कॉपर स्ट्रिप्स सेट सेमीकंडक्टर मैटेरियल के ब्लॉक के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे अब हम कहते हैं कि मैं स्ट्रिप और P ब्लॉक का उपयोग करती हुई स्ट्रिप को इंटरकनेक्ट करता हूं मैं यहां एक N ब्लॉक के साथ इंटरकनेक्ट करूंगा और उस तरह से वैकल्पिक रूप से मैं P और N ब्लॉक के साथ टॉप और बॉटम कॉपर स्ट्रिप को इंटरकनेक्ट करूंगा जैसा कि यहां दिखाया गया है और फिर मैंने इसे इस तरह से सिरेमिक सब्सट्रेट केसिंग के रूप में रख दिया और इस फैशन में एनकैप्सूलेट किया तो इस तरह से यह एक पेल्टियर एलिमेंट है अल्टरनेट P और N ब्लॉक के साथ और यहां एक तरह की कनेक्टिविटी है करंट इस तरह से फ्लो कर सकता है तो यह सिरेमिक सब्सट्रेट है और यह कॉपर कॉपर स्ट्रिप्स है अब हम दो तारों को बाहर लाते हैं एक इस तरफ से और एक इस तरफ से और उन्हें एक्सटर्नली इंटरकनेक्ट करते हैं तो मैं एक तार लेता हूं और बैटरी या एक DC सोर्स या एक फोटोवॉल्टिक सोर्स को एक सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ उपयोग करता हूं और इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो आपके पास एक पूर्ण सर्किट है आप देख सकते हैं कि करंट इस तरह से फ्लो हो सकता है यह इससे होकर फ्लो हो सकता है इस कॉपर स्ट्रिप में फिर ब्लॉक कॉपर स्ट्रिप को नीचे P ब्लॉक कॉपर स्ट्रिप ऊपर फिर ब्लॉक कॉपर स्ट्रिप P ब्लॉक से नीचे कॉपर स्ट्रिप कॉपर और फिर दोबारा वापस नीचे तो सरफेस के इस तरफ यहाँ एक जंक्शन बना है यहां एक जंक्शन सरफेस के इस तरफ बना है यहां एक जंक्शन सरफेस के इस तरफ बना है और इसी तरह से तो कई सारे जंक्शन हैं जो जंक्शनों के एक सेट के रूप में बनते हैं जो सोख रहे हैं हीट सोख रहे हैं जंक्शन के अन्य सेट जो हीट जनरेट कर रहे हैं तो आपके पास एक कोल्ड और हॉट साइड होगा तो हम कहते हैं कि यह साइड हॉट साइड है दूसरा साइड कोल्ड साइड होगा तो यह हॉट होगा और यह कोल्ड होगा तो इस तरह से आज का नया एडवांसड सेमीकंडक्टर आधारित सॉलि़ड स्टेट पेल्टियर एलिमेंट काम करेगा व्यवहार करेगा और फिर इसका इंटरनल ब्लॉक कैसा दिखेगा आइए अब देखते हैं कि असली पेल्टियर एलिमेंट कैसा दिखता है यहां आपको एक असली पेल्टियर एलिमेंट दिखाई देता है यह लैयरेड मेड TE31 56310 503 है तो यह वह संख्या है जिसके लिए आप उत्सुक हैं आपको Google करना होगा और डेटा शीट डाउनलोड करना होगा यदि आप रुचि रखते हैं और इस करैक्टेरिस्टिक को देख रहे हैं देखें इसमें दो तार हैं लाल तार बैटरी या DC सोर्स के पॉजिटिव से जुड़ा है ब्लैक तार निगेटिव से जुड़ा है और अगर इस एलिमेंट से करंट प्रवाह होता है और ब्लैक तार से वापस होता है इसकी एक साइड गर्म हो जाती है और दूसरी साइड ठंडी हो जाती है ध्यान से देखें कि यह पेल्टियर एलिमेंट इन बहुत सारे ब्लॉकों से बना है P और N ब्लॉक सेमीकंडक्टर मेटेरियल और यह टॉप पर एक शीट एक कॉपर शीट बॉटम पर भी कॉपर शीट है जिसे काटा गया है जहां कॉपर सेक्शन पर प्रत्येक ब्लाक सेट हो रहा है जैसा की ड्राइंग में दर्शाया गया है ताकि जब करंट लाल तार से अंदर बहे तो यह P और N ब्लॉक में प्रत्येक के माध्यम से यह लूपस की तरह है और पिक्चर में यह कई जंक्शन आ रहे हैं और फिर आपके पास वह हीट सोखने का कुमुलेटिव इफेक्ट है एक साइड यह कोल्ड जंक्शन होगा दूसरी तरफ का हीट जनरेशन जो हॉट जंक्शन होगा जैसे आपके पास एक पानी का पंप है जहां लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पानी टपकता है हम इस पेल्टियर एलिमेंट के ऑपरेशन को हीट पंप के रूप में मान सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह पेल्टियर एलिमेंट एक हीट पंप है यह क्या करता है आपके पास एक हॉट जंक्शन है और आपके पास एक कोल्ड जंक्शन है यह कोल्ड जंक्शन से हीट को पंप करता है लोअर पोटेंशियल से एक हॉट जंक्शन हायर पोटेंशियल के लिए तो यह इस कोल्ड जंक्शन से हीट को हटाता है और इसे एक पंप से पास करता है और फिर इस तरीके से हॉट जंक्शन में डालता है लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पंप करने के क्रम में आपको एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एक पानी के पंप के बहुत ज्यादा एनालॉगस होता है जब यह चाहता है जब आपको लोअर लेवल से हायर लेवल तक पानी उठाने की आवश्यकता होती है तो आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है पंप चलाने के लिए तो हम कहते हैं कि यह कोल्ड जंक्शन है बॉटम ग्रीन है और यह तापमान T1 पर है और हॉट जंक्शन T2 है और इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है हम कहते हैं कि कोल्ड जंक्शन से Qc मात्रा की एनर्जी को हटा दिया जाता है आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी E को जोड़ते हैं और Qc और E को हॉट जंक्शन पर Qh के रूप में पहुँचाया जाता है तो इसलिए यह पेल्टियर जंक्शन हीट पंप के रूप में हॉट जंक्शन के लिए Qh पहुंचाता है और यह कोल्ड जंक्शन से निकाली गई हीट की मात्रा के बराबर है और इसके साथ एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पंपिंग करने के लिए होती है जो चली जाती हीट की तरह यह एक पैरामीटर है परफॉर्मेंस कॉएफिशिएंट है यह फिगर ऑफ मेरिट है जिसका उपयोग हम जंक्शनों की तुलना के लिए कर सकते हैं हम इसे COP परफॉर्मेंस का कॉएफिशिएंट COP कहेंगे तो वह क्या है यह एक अनुपात है यह हीट की मात्रा का जिसे आप कोल्ड जंक्शन से हटाते हैं के साथ उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जिसकी जरूरत होगी हीट को हटाने के लिए मतलब QcE तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत 0 है तो परफॉर्मेंस का कॉएफिशिएंट अनंत है परफॉर्मेंस कॉएफिशिएंट जितना अधिक है बेहतर है कम से कम एनर्जी के साथ एक बड़ी मात्रा में हीट को हटा रहा है इसका मतलब यह होगा कि परफॉर्मेंस कॉएफिशिएंट जितना अधिक है अधिक से अधिक मात्रा में हीट एनर्जी जिसे कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कोल्ड जंक्शन से हटाया जा सकता है तो Qc कोल्ड जंक्शन से निकाली गई एनर्जी है और पंपिंग कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है जो E है एनर्जी की यूनिट जूल है और निकाली गई एनर्जी की इकाई वास्तव में वाट है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एनर्जी फ्लो या हीट फ्लो की बात कर रहे हैं तो आइए हम इसे बस यूनिट्स के टर्म्स में देखें क्योंकि डेटा शीट्स में आप आमतौर पर देखेंगे कि Qc को वाट के रूप में व्यक्त किया जाता है तो Qc और कुछ नहीं है बल्कि कोल्ड जंक्शन से निकाली गई एनर्जी है तो हीट जो हटा दी गई है हीट जो बाहर फ्लो होती है तो यह हीट फ्लो के अलावा कुछ भी नहीं है जूल की इकाई के रूप में हीट हीट फ्लो मूल रूप से एनर्जी की दर है फ्लो जो ddt वाट सेकंड या ddt जूल है जो पावर के अलावा कुछ भी नहीं है तो पावर की यूनिट जूल प्रति सेकंड है जो वाट के अलावा कुछ भी नहीं है तो जेनीरैलिटी के नुकसान के बिना यदि आप कहते हैं कि दिए गए समय में निकाली गई हीट दिए गए समय में पेल्टियर जंक्शन को दी गई एनर्जी है तब आप Qc E और QH के लिए हर जगह पावर वाट्स की यूनिटस का उपयोग कर सकते हैं तो डेटा शीट में आप देखेंगे कि Qc को वाट्स के टर्म्स में व्यक्त किया गया है और ऑटोमेटेकली E को वाट्स के टर्म्स में व्यक्त किया जाएगा सभी एक ही दिए गए समय में और QH भी वाट्स में होगा और COP वाट्स में निकाली गई Qc एनर्जी होगा जो वाट्स में पम्पिंग के लिए आवश्यक एनर्जी से विभाजित होगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह पंप करने के लिए आवश्यक पावर से विभाजित हीट फ्लो पावर है सभी को वाट्स में व्यक्त किया गया है